यह IIoT के लिए कनेक्टिविटी पर श्रृंखला में अंतिम व्याख्यान होने जा रहा है यहाँ मूल रूप से मैं आपको ZigBee का डेमो देने जा रहा हूँ तो इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ ZigBee के इन मूल सिद्धांतों में से कुछ को जानने की कोशिश करते है कि यह कैसे काम करता है और आप काम करने के लिए ZigBee को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको ZigBee कार्रवाई का संचार दिखाने जा रहा हूं तो मूल रूप से हमारे पास ZigBee ट्रांसमीटर और ZigBee रिसीवर होगा मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि यह ट्रांसमीटर कैसे भेजता है और रिसीवर कैसे प्राप्त करता है और मूल रूप से ट्रांसमीटर से भेजी गई जानकारी दिखाता है ZigBee कनेक्टिविटी के लिए ZigBee मॉड्यूल के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी कनेक्टिविटी मॉडल पर चर्चा की है और विशेष रूप से हम इसे करने के लिए Xbee का उपयोग कर रहे हैं और मूल रूप से हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं यह Xbee जिसे मूल रूप से ZigBee के रूप में भी स्पष्ट किया जाता है लेकिन यह एक विशिष्ट कंपनी का विशिष्ट उत्पाद है जो ZigBee प्रोटोकॉल का अनुसरण करता है यह Xbee मॉड्यूल और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखाने जा रहा हूं और इसके बाद मैं python प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हुए 2 Xbee मॉड्यूल के बीच बुनियादी संचार शुरू करने जा रहा हूं आगे तो बस एक पुनरावृत्ति ZigBee एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मध्य रेंज संचार के लिए किया जाता है और यह IEEE 802154 के विनिर्देश का अनुसरण करता है और यह IoT के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रोटोकॉल में से एक है चाहे वह घर आधारित अनुप्रयोगों के लिए हो या उद्योग आधारित अनुप्रयोगों के लिए ZigBee एक बहुत लोकप्रिय तकनीक है और यह कम डेटा दर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में कम बिजली संचार के लिए बहुत लोकप्रिय है विभिन्न टोपोलॉजीज हैं star topology tree topology and mesh topology जो ZigBee द्वारा समर्थित हैं विशेष रूप से स्टार और मेष टोपोलॉजी सबसे आम हैं और घर और औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं ZigBee में संचार रेंज 10 से 100 मीटर तक भिन्न होती है यह अधिक हो जाता है अगर वह रिसीवर और ट्रांसमीटर एक दूसरे की दृष्टि की रेखा में हों एक ZigBee मॉड्यूल मूल रूप से 3 प्रकार का हो सकता है एक समन्वयक एक राउटर और एक एन्ड डिवाइस हो सकता है समन्वयक नेटवर्क की जड़ है और यह इन विभिन्न नेटवर्क के बीच सेतु का काम करता है राउटर मूल रूप से नेटवर्क में अन्य नोड्स के लिए जानकारी को रिले करता है और एन्ड डिवाइस केवल पेरेंट नोड से कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और सूचना का कोई रीले एन्ड डिवाइस द्वारा नहीं किया जाता है ये 3 विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जो ZigBee द्वारा समर्थित हैं ZigBee और Xbee हालांकि इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे से किया जाता है लेकिन वे अलग अलग हैं ZigBee प्रोटोकॉल एक मेष संचार प्रोटोकॉल है जो IEEE 802154 मानक विनिर्देशों पर आधारित है जबकि Xbee कंपनी Digi के इस से एक उत्पाद है और यह अलग अलग वेरिएंट में आता है यह व्यावसायिक रूप से विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है Digi mesh एक प्रोटोकॉल है जो मूल रूप से ZigBee के समान है लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं तो Digi mesh मूल रूप से Xbee द्वारा समर्थित है और इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो ZigBee के समान हैं लेकिन कुछ अतिरिक्त वांछनीय विशेषताएं भी Digi mesh में हैं तो ये पूर्वापेक्षाएँ हैं प्रारंभ में आपको Xbee लाइब्रेरी को स्थापित करना होगा इस कमांड pip install Xbee का उपयोग करके और फिर दिए गए इस विशेष लिंक से XCTU सॉफ़्टवेयर को स्थापित करें इसलिए आप इस विशेष लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको उस पर ले जाया जाएगा इस लिंक से आप इस सॉफ्टवेयर XCTU की डाउनलोडिंग और इंस्टालेशन प्राप्त कर पाएंगे और यह कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ही इसे इंस्टॉल करना आवश्यक है इसलिए XCTU का उपयोग Xbee मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने से पहले किया जाएगा ताकि वे संचार के लिए उपयोग किए जा सकें इसका मतलब है कि ZigBee केंद्र और ट्रांसमीटरों का उपयोग किया जा सकता है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए XCTU स्थापित करने के बाद आप XCTU विंडो को इस तरह से खोलते हैं और फिर आप Xbee की खोज करने के लिए खोज बटन पर क्लिक करते हैं इसलिए मूल रूप से एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप विभिन्न उपकरणों को जोड़ने और उपकरणों की खोज करने में सक्षम होंगे उपकरणों को जोड़ने के लिए यह वह बटन है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं और इसकी खोज के लिए मूल रूप से वह बटन है जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए एक बार जब आपने इस विशेष बटन पर क्लिक किया तो इसने विभिन्न मॉड्यूलों की खोज की और यह वह मॉड्यूल है जिसे खोजा गया है और पाया गया है कई अलग अलग अन्य मॉड्यूल हो सकते हैं जिन्हें इस खोज प्रक्रिया के माध्यम से खोजा जा सकता है यह पता लगाने के बाद कि यह डिवाइस हैं पोर्ट आईडी और Xbee उपकरणों के MAC address की पहचान करना आवश्यक है और इस संचार के लिए पोर्ट आईडी और MAC आईडी की आवश्यकता होती है और यह काफी स्पष्ट है और यहां जैसा कि आप इन विभिन्न उपकरणों के आधार पर देख सकते हैं जिन्हें संबंधित पोर्ट आईडी और MAC आईडी की खोज की जाती है उन्हें असाइन करना होगा पता लगाना होगा और इन उपकरणों के नाम भी सौंपे जाएंगे और इसलिए यहां नाम नोड 1 और नोड 3 हैं लेकिन आप बदल सकते हैं आप इन उपकरणों के नाम बदल सकते हैं तो ट्रांसमीटर प्रोग्राम के लिए Xbee के लिए यह मूल रूप से ट्रांसमीटर के लिए एक स्क्रीनशॉट है यह भाग मूल रूप से Digi mesh लाइब्रेरी के आयात की बात करता है यह Digi mesh लाइब्रेरी है प्रेषक पोर्ट आईडी भेजा गया है जो मूल रूप से इस विशेष टिप्पणी लाइन के माध्यम से सेट किया गया है और गंतव्य पते के लिए यह गंतव्य पता python में कोड की इस विशेष लाइन के माध्यम से सेट किया गया है और डिफ़ॉल्ट लक्ष्य संचार का प्रसारण मोड है यह रिसीवर साइड प्रोग्राम है फिर से आप Digi mesh आयात करते हैं और क्योंकि यह Digi mesh लाइब्रेरी इस संचार का समर्थन करने के लिए बैकबोन है इसलिए ट्रांसमीटर के साथ साथ रिसीवर Xbee मॉड्यूल के लिए यह Digi mesh पुस्तकालय आयात करना महत्वपूर्ण है और फिर पोर्ट सेट है रिसीवर पोर्ट आईडी यहाँ पर सेट किया गया है और यह try ब्लॉक है यदि आप इसे देखते हैं तो यह प्रेषक से भेजे गए डेटा के प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है तो यह फ्रेम पढ़ने के लिए इंतजार कर रहा है यह मूल रूप से this ब्लॉक है और यह python कोड है और इसलिए ट्रांसमीटर के लिए आउटपुट कंसोल इस तरह दिखने वाला है तो आप संदेश भेज सकते हैं जिसे आप ट्रांसमीटर से भेजना चाहते हैं हम कहते हैं कि हम IIoT कोर्स के स्वागत में टाइप करते हैं और फिर रिसीवर पर आपको यह संदेश o IIoT कोर्स में आपका स्वागत है 'और यू यूनिक कोड के लिए जाना जाता है और इसलिए हम इसके बारे में चिंता न करें और यह मूल रूप से यह संदेश है जो रिसीवर के अंत में प्राप्त होता है तो इस के साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं हमने ZigBee का कॉन्फ़िगरेशन देखा है और प्रेषक और ट्रांसमीटर मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन उनके संबंधित कोड और कैसे डेटा को ट्रांसमीटर से उस रिसीवर में भेजा जा सकता है तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने अब तक जो भी समझाया है एक्ससीटीयू कॉन्फ़िगरेशन और ZigBee ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए यह python कोड भी है मैं इसे कार्रवाई में दिखाने जा रहा हूं इसलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो ZigBee मॉड्यूल हैं यह एक ZigBee मॉड्यूल ट्रांसमीटर है और यह रिसीवर ZigBee मॉड्यूल है जो कि लैपटॉप से जोड़ा गया है क्योंकि ZigBee मॉड्यूल यूएसबी पर कनेक्ट हो सकते हैं इसलिए सुविधा के लिए हमने लैपटॉप पर कनेक्ट किया है तो यह ट्रांसमीटर मॉड्यूल है और यह रिसीवर मॉड्यूल है और हम बताएंगे कि यह संचार कैसे हो रहा है इसलिए हमने पहले ही उस कोड को लिखा है जो इसके लिए आवश्यक होगा लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखा दूं मुझे आपको दिखाना हैं यह XCTU कॉन्फ़िगरेशन विंडो तो यह मूल रूप से यह XCTU कॉन्फ़िगरेशन विंडो है और यदि आप याद करते हैं कि स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि आपको सबसे पहले इन अलग अलग नोड्स को कॉन्फ़िगर करना होगा वे किस पोर्ट पर काम करने जा रहे हैं कौन सा भेजने वाला पोर्ट होगा जो रिसीवर पोर्ट होगा क्या होगा इन विभिन्न नोड्स के नाम हो सकते हैं MAC आईडी और इन सभी चीजों को कॉन्फ़िगर करना होगा कई अन्य कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं लेकिन उन को XCTU कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में किया जा सकता है इसलिए आपके द्वारा मूल रूप से किए जाने के बाद आप फिर डेटा प्रसारित कर सकते हैं और फिर उसे प्राप्त भी कर सकते हैं तो यह मूल रूप से python में रिसीवर कोड है हमारे पास यह रिसीवर कोड रिसीवर Xbee डॉट पी वाई है और यह मूल रूप से डेटा फ्रेम को पढ़ने की कोशिश कर रहा है जबकि मैं आपको पहले स्लाइड में दिखा रहा था और यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई डेटा है जो भेजा गया है और यह आयातित Digi mesh लाइब्रेरी है यह आवश्यक है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और इसलिए हम इसे यहाँ पर निष्पादित करते हैं और उसके बाद हम दूसरे कोड पर जाते हैं जो कि प्रेषक x b dot pi है यह यहां दूसरा कोड है हमने Digi mesh लाइब्रेरी को भी आयात किया है और हमने पोर्ट सेट कर दिया है और हम यह संदेश बनाने की कोशिश भी करते हैं कि जो यहाँ भेजा जाने वाला है यह संदेश इस कमांड सेंड acr mes msg के माध्यम से भेजा गया है और msg यह संदेश है जो बनाया गया है और भेजा जा रहा है इसलिए इसके बाद हम इस कंसोल पर जाते हैं कि यह देखने के लिए कि प्रेषक की ओर से यह कैसा दिखता है तो यह एक रिसीवर था और यह प्रेषक console है हम यहां पर execute run करते हैं और हम एक संदेश भेजते हैं हम किसी भी संदेश में टाइप कर सकते हैं हम कह सकते हैं हैलो दुनिया हैलो दुनिया और फिर हम इसे भेजते हैं इसलिए इसे ट्रांसमीटर की तरफ से भेजा जा रहा है हम इसे भेजते हैं और हम वापस जाते हैं और हम देख सकते हैं कि यह प्राप्त हुआ है या नहीं इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं यह प्राप्त हुआ है रिसीवर की तरफ से हैलो वर्ल्ड प्राप्त हुआ है यह रिसीवर कंसोल है और यह प्रेषक कंसोल था प्रेषक कंसोल से इसे भेजा गया था और रिसीवर कंसोल से हम इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि चीजें आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं यह बहुत सरल है ZigBee प्रोग्रामिंग और इनके समर्थन के लिए बहुत सारे ओपन सोर्स कोड उपलब्ध हैं विशेष रूप से python के साथ और आप इस विशेष सेटअप को आज़मा सकते हैं जो मैंने आज आपको प्रदर्शित किया है ये संदर्भ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यदि आप रुचि रखते हैं आप इनमें से किसी भी संदर्भ से गुजर सकते हैं मैं आपको इस विशेष सेटअप को आज़माने के लिए प्रोत्साहित करूँगा जो मैंने अभी समझाया है ट्रांसमीटर से कुछ डेटा भेजने की कोशिश करें और देखें कि यह रिसीवर पर सही ढंग से प्राप्त हुआ है या नहीं क्योंकि यह ZigBee संचार के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है धन्यवाद